आपका स्वागत हैं आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय से संबंधित नैतिक मुद्दों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इसके बारे में कैसे पता होना चाहिए और वे इसका उपयोग कैसे करेंगे यह आज की चर्चा का विषय है तो आइए देखें कि आज की चर्चा के मॉड्यूल में क्या है इसलिए मॉड्यूल कंप्यूटर नैतिकता के उद्भव कंप्यूटर नैतिकता के मुद्दों बिजली संबंधों रोजगार की समाप्ति उपभोक्ता संबंध पक्षपाती सॉफ्टवेयर सैन्य हथियार संपत्ति मुद्दों जैसे मुद्दों को कवर करेगा और डेटा और सॉफ्टवेयर मुद्दे अनुचित पहुंच डेटा बैंक त्रुटियां और हैकर्स जैसे गोपनीयता मुद्दे और पेशेवर मुद्दे जैसे कि कंप्यूटर विफलताएं और स्वास्थ्य मुद्दे इसलिए हम पहले इस बात पर चर्चा करना शुरू करेंगे कि क्यों नैतिकता कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है इसलिए मैं सिर्फ यह कह रहा था कि यह हमारे जीवन का एक एहम हिस्सा बन गया है और यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है इसलिए कंप्यूटर नैतिकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इसलिए यह नैतिकता मुख्य रूप से संबंधित है या कंप्यूटर इंजीनियरों शुरू होती है और नैतिक मुद्दे फैलते हैं इसलिए इस चर्चा को उसी के साथ करना होगा इसलिए कंप्यूटर नैतिकता में महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होंगे जैसा कि हमने कहा यह शक्ति संबंध हो सकता है यह संपत्ति के मुद्दे हो सकते हैं यह गोपनीयता के मुद्दे हो सकते हैं और यह हम में से प्रत्येक में पेशेवर मुद्दे हो सकते हैं हम इसे एक एक करके देखेंगे शक्ति संबंधों के साथ शुरू हम समझते हैं कि कंप्यूटर के ढेर और ढेर से आसानी से निपटने के लिए एक बड़ी शक्ति दी है और इसने कई नौकरियों को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता भी दी है इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि यह संगठन को बहुत शक्ति देता है इसलिए शुरुआत में जब आपको याद है कि इसे कब पेश किया गया था तो बहुत से लोगों ने सोचा जैसा कि कई सामाजिक आलोचकों ने सोचा था कि यह कुछ ही हाथों में शक्ति की एकाग्रता को जन्म देगा जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं जानते हैं वे कम शक्तिशाली होंगे इसलिए यह एक शक्ति की एकाग्रता का मुद्दा था एक और बात यह है कि कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है और इन चीजों को दूर करने के लिए बहुत सारे नैतिक मुद्दों जिम्मेदारियों जागरूकता की आवश्यकता होती है क्योंकि यह न केवल लोगों के लिए बल्कि दूसरों के कर्तव्यों के लिए भी अधिक जिम्मेदार बनने के लिए उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग के साथ करना है इसके अलावा जैसा कि हम समझते हैं कि जिम्मेदारी से क्या उपयोग किया जाता है इसलिए कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है आप बहुत आसानी से और कम समय में अधिक दक्षता के साथ जानते हैं इसलिए उन्होंने कुछ नौकरियों में कटौती की एक समय में दो या तीन नौकरियों को जोड़ा और इसने कुछ लोगों को नौकरी से निकालना पसंद किया है तो यह एक नैतिक प्रश्न की ओर जाता है इन लोगों के लिए काम करने का अधिकार सुनिश्चित करना कैसा लगता है उनकी प्रशिक्षण जिम्मेदारी क्या है तो क्या उनका मतलब किसी अन्य प्रकार के काम के लिए विकसित किया गया है जो अधिक प्रासंगिक और काम है जो निरपेक्ष नहीं है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि लोग गलत हैं लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को प्रशिक्षित कर सकते हैं क्या हम उसे किसी अन्य नौकरी के लिए फिट कर सकते हैं जो हाल ही में उस व्यक्ति को फिर से नियुक्त करके किया गया हो इसलिए इन से निपटने के लिए नैतिक मुद्दे हैं जैसे कि जब हम कंप्यूटर की शुरूआत के बाद जनशक्ति की बहाली के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या सोच सकते हैं कि यदि आप एक बहुत बड़े संगठन में हैं यदि आप नौकरी के कार्य को पढ़ने की संभावना रखते हैं तो शायद कार्यभार को समायोजित करें या लोगों को अन्य कार्य सौंपें लेकिन छोटे संगठनों में ऐसी संभावनाएं नहीं हैं इसलिए हमें जो समझने की आवश्यकता है वह है कंप्यूटर के उद्भव के लिए मानवीय मूल्य के नैतिक विचार इसलिए हम कंप्यूटर को बहुत तेजी से पेश कर सकते हैं और लोगों को यह महसूस करा सकते हैं कि वे निरर्थक हैं और इससे संबंधित लागत क्या है इसलिए शायद नौकरी खोने वाले व्यक्ति के संदर्भ में लागत शायद उसके परिवार को पीड़ित हो तो हमें इसे समझना होगा और व्यक्ति के लिए बेहतर अवसर खोजने के साथ इसे संतुलित करना होगा अगर वास्तव में उस काम के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति कर रहा था उस व्यक्ति को कौशल प्रदान कर सकता है तो वह व्यक्ति अधिक कुशल हो जाता है और एक नई नौकरी की भूमिका के लिए योग्यता विकसित करता है तो ये विचार हैं जिन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है एक और महत्वपूर्ण बिंदु ग्राहक संबंध है इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम समझते हैं कि क्या संगठन जो व्यवसायों का उपयोग कर रहे हैं जो कंप्यूटर आधारित सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं उनकी सार्वजनिक जवाबदेही का स्तर क्या है इसलिए कई मामलों में उपभोक्ताओं का व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण क्या होता है आमतौर पर इन कंपनियों द्वारा लिया जाता है और रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से कंपनी की जिम्मेदारी है कि कोई भी बहुत अनैतिक तरीके से विवरण का उपयोग न करे तो यह उपभोक्ताओं के पूर्व ज्ञान के बिना अपने व्यवसायों के लिए अन्य कंपनियों के साथ साझा नहीं किया जाता है लेकिन कई मामलों में यह किया जाता है इसलिए जो उपभोक्ताओं की गोपनीयता का अतिक्रमण करता है जैसे एक कंपनी ने मेरा व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण लिया हो यह एक अन्य कंपनी के साथ एक समझ में आता है जिसके साथ यह एक डेटा साझा करता है और फिर वह कंपनी प्रचार अभियान शुरू करती है जो फोन कॉल करती है या आपको उनकी सेवाओं तक पहुंचने के लिए विज्ञापन की तरह भेजती है जो कभी कभी उपभोक्ता के लिए परेशान करने जैसा हो जाता है इसलिए क्या यह उपभोक्ताओं के ज्ञान के बिना किया जा सकता है इसलिए हमने किसी विशेष कंपनी के लिए उनके डेटा को उनके विशेष उद्देश्य के लिए कहा है लेकिन क्या कंपनियां उपभोक्ता के बारे में बताए बिना अपने डेटा को एक दूसरे के साथ साझा कर सकती हैं यह एक नैतिक सवाल है इसलिए अन्य मुद्दे हैं किसी के लिए यह छोटे मुद्दे हो सकते हैं जैसे कि अगर एक किराने की दुकान जो एक कंप्यूटराइज्ड बिल जारी करती है तो वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए कोड का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उपभोक्ता मैप करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं उन्होंने क्या खरीदा है और क्या भुगतान करना हैं इसलिए इस उदाहरण के लिए यह आज एक बड़ा दिन हो सकता है लेकिन आज एक छोटा उदाहरण है लेकिन उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से वे वास्तव में व्यवसाय से क्या चाहते हैं जो अपने काम के लिए ऐसे कंप्यूटर हो सकता है इसलिए प्रोग्राम को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर क्या हासिल करना चाहता है तो यह उन इंजीनियरों के लिए अधिक प्रासंगिक है जो परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता स्कोर की जांच करने के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं वह केवल एक दिशा में परिणामों के प्रति पक्षपाती न हो स्टॉक ट्रेडिंग पर नियंत्रण नहीं है जो कि हेरफेर करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं बाजार और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं की संभावित बिक्री और खरीद को नियंत्रित करते हैं इसलिए हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं वह उन लोगों के हितों का टकराव है जो शेयरों जानते हैं और यह व्यक्तिगत हितों का टकराव हो सकता है जहां वे बाजार को प्रभावित करने और संभावित बिक्री और खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो ये होने वाले हितों का टकराव कहा जाता है और फिर से आत्म अनुशासन की मात्रा क्या है और क्या आप इसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन वह आश्वासन कौन देने जा रहा है इसलिए कौन भरोसेमंद है हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वे कौन से गुण हैं जो व्यक्ति में मौजूद हैं इसलिए हम उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं ताकि यह फिर से न केवल अधिकारों और जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का सवाल बन जाए बल्कि इन महत्वपूर्ण एल्गोरिदम के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति का गुण भी हो इसलिए जब आप यहां नैतिकता की बात कर रहे हैं तो हम व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों और कर्तव्यपरायण स्वभाव के बारे में अधिक बात कर रहे हैं जो व्यक्ति को बड़े समाज और दूसरों के प्रति उनके कर्तव्यों के महत्व का एहसास कराता है सैन्य हथियार यह एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जैसे कि जब हम रक्षा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कई देश आज स्वायत्त हथियार बनाने की तरह हैं जिन्हें नई उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से लक्षित और निकाल दिया जा सकता है तो इसमें पूर्णता की मात्रा क्या है इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसे समझने के लिए आप कितने चेक का है इसलिए क्योंकि इसने खतरनाक अस्थिरता पैदा कर दी है भले ही वे पूरी तरह से काम कर रहे हों क्योंकि हम समझते हैं कि एक गलत आदेश कल्पना से परे महंगा साबित हो सकता है इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें नुकसान की मात्रा का एहसास करना होगा जो एक स्थान पर लापरवाही के एक छोटे स्तर द्वारा प्रदान किया जा सकता है तो उचित देखभाल क्या है यह जानने के लिए कि देखभाल की सीमा क्या है विकल्प की गहराई क्या है जिसे हमने पता लगाने के लिए परीक्षण किया है कि क्या यह ठीक से काम कर रहा है या नहीं इसलिए हमने अपनी नैतिक कल्पना को किस हद तक बढ़ाया है यह पता लगाने के लिए कि संभावित दुरुपयोग क्या होगा और निवारक कार्य क्या हैं जो हम कर सकते हैं इसलिए कुछ भी गलत नहीं होने वाला है क्योंकि फिर से हम इस अर्थ में एक गलत आदेश को समझते हैं कि वास्तव में बहुत महंगा है तो ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसका मतलब है शक्ति इसलिए जो देश इस कम्प्यूटरीकृत परमाणु हथियारों के नियंत्रण में हैं वे दूसरों पर हावी हो सकते हैं और उनकी निकम्मी मांग पूरी हो सकती हैं तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि परिणाम की मात्रा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है यदि कोई गलत आदेश हुआ तो उसका क्या परिणाम हो सकता हैं इसलिए हमें इसके उचित कार्य की उचित जांच करने की आवश्यकता है जब आप संपत्ति की बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर अपराध का एक बहुत व्यापक रूप से चर्चा का क्षेत्र संपत्ति से संबंधित है जहां हम धन के गबन और धन या वित्तीय संपत्ति की चोरी की बात करते हैं तो हम कई मामलों में पाते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के आगमन के बाद बस कुछ ही क्लिक के साथ लाखों पैसे एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित किए जा सकते हैं दूसरे के लिए सेकंड में दिवालियापन बन जाता है तो ये कुछ खतरे हैं जो वहां हैं जब हम गबन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग करते हैं इसलिए क्योंकि प्रौद्योगिकी ने लोगों के लिए अपनी पहचान छुपाने और अपने पैसे का गबन करके उन्हें मूर्ख बनाने के लिए लोगों के साथ संवाद करना बहुत आसान बना दिया है इसलिए ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां हमें खुद की जांच करने और समझने की ज़रूरत है कि इसमें किस तरह का जोखिम शामिल है और इसी तरह और भी बहुत कुछ जिन पर भरोसा किया जा सकता है और जो भरोसेमंद हैं और निश्चित रूप से आत्म जिम्मेदारी है दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को समझना और इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल न होना इसलिए दो कारक हैं जो कंप्यूटर बहुत बड़ा है जो बड़ी संख्या में लोगों को पीड़ित करने की अनुमति देता है तो चोरों को पकड़ने के लिए अंतर्निहित लेनदेन का पता लगाने में कठिनाई तो शायद यह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके लाइनों का उपयोग करके सीमाओं को पार कर जाता है फिर उन समस्याओं में आते हैं जो और अधिक जटिल हो जाती हैं तो इस मामले में फिर से यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न केवल एक बुद्धिमान उपयोग की आवश्यकता है बल्कि यह उन कंप्यूटरों का भी व्यापक उपयोग है जिनके लिए एक बुद्धिमान उपयोग और कंप्यूटर के जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता होती है इसलिए यह एक प्रकार का आत्म अनुशासन और हमारे लालच पर नियंत्रण है इसलिए ये विशेषताएं तब और महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आप इस बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि अगर हम इतने व्यापक उपयोग को समझते हैं जैसे कि यह अप्राप्य हो जाता है चोर अदालत में सक्षम नहीं हो रहे हैं जैसे यह क्रॉस सीमाओं में उपयोग किया जाता है फिर जांचना मुश्किल हो जाता है तो यह एक स्वतंत्र खेल का मैदान है जैसे कि यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर आपको कौन रोकने वाला है निश्चित रूप से यह मैं ही हूँ जो अपने आप को रोकने जा रहा है अगर मेरे पास एक विवेक है अगर मेरे पास एक देखभाल करने वाला दिमाग है जो हमें इस बारे में बताता है कि हमें उस कर्तव्य के बारे में पता चलता है जो हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करना है क्योंकि अगर हर कोई अपने कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार नहीं बन रहा है तो नुकसान का यह चक्र प्रबल होगा अगर मैं आज किसी को नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं तो मैं गारंटी के बुद्धिमान उपयोग में महत्वपूर्ण हो जाती हैं इसलिए आमतौर पर चर्चित मामलों में से कुछ हैं कंप्यूटर की बिक्री के उल्लंघन आदि के बारे में बताया गया है इसलिए इसके बारे में दोहराए गए मामले हैं एक और महत्वपूर्ण बात जो इन दिनों बहुत उग्र हो गई है वह है ईमेल में कहा होता है के आपकी व्यक्तिगत या निजी और वित्तीय जानकारी दे इसलिए हमें इस मेल के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है जब आप डेटा और सॉफ्टवेयर में लिखा है और उन्हें अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए इसलिए फिर से दी गई क्षमता बहुत बड़ी है जैसे उपयोग करने की शक्ति बहुत बड़ी दी गई है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करने की शक्ति भी बड़ी है यह वह रास्ता है जिसे हम अपने लिए चुनते हैं तो क्योंकि विशाल डेटा उपलब्ध कराकर लोगों के लिए अपनी गोपनीयता की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया हम इस तथ्य पर चर्चा कर सकते हैं कि हमें कुछ गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है क्यों जानकारी को दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए तो ये एक बार फिर से बहस करने योग्य प्रश्न हैं कि ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता है और हमें किन उद्देश्यों के लिए इसे साझा करना है और कौन सी जानकारी निजी है और हम बता सकते है ये बातें हम किसी दुसरो के साथ साझा नहीं करने जा रहे हैं तो एक तर्क हो सकता है कि अलग अलग विचार बदल सकते हैं लेकिन हमें समझना होगा इसलिए लोगों के लिए इस कंप्यूटर से अपनी गोपनीयता की रक्षा करना मुश्किल हो रहा है और अनधिकृत पहुंच जैसे गोपनीयता के मुद्दे क्या पैदा कर सकते हैं इसलिए हम प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण इस बारे में बात कर रहे थे क्योंकि प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ लोगों के लिए यह जानना आसान हो गया है कि व्यक्तियों और यहां तक कि संगठनों को कैसे हैक किया जा सकता है या दुरुपयोग किया जा सकता है या उनतक पहोचा जा सकता है तक पहुँच सकते हैं इसलिए अगर इस तरह की जानकारी के विवरण को वित्तीय विवरणों के लिए सुलभ माना जाता है जो अपराध की योजना बना रहे हैं तो यह बहुत से लोगों के ब्लंडर्स और दिवालिएपन का कारण बन सकता है इसलिए फिर से इसे कैसे रोका जाए कानूनी प्रक्रियाएं जो हमारे पास हो सकती हैं हमारे पास सतर्कता की मात्रा क्या होगी इसलिए हम इन मुद्दों को रोक सकते हैं चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्योंकि हम बता रहे हैं जैसे कि यह लोगों की खुदकी जिम्मेदारी पर निर्भर करता है कि वह कुछ करने के लिए व्यक्ति के कर्तव्य को समझते है इसलिए जैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर लोग अपने आत्म उत्तरदायित्व को समझने के लिए ज़िम्मेदार हों या हमें इसके साथ साथ कुछ संस्थागत तंत्र भी हों इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जाए इस प्रकार के व्यवहार की जाँच करें और और सतर्कता बनाये रखने की मात्रा क्या है इसलिए हम सक्रिय रूप से यह साबित कर सकते हैं कि हम कुछ दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं हम कुछ कोड निर्धारित कर सकते हैं हम कुछ दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं कि हम कानूनी तंत्र को कैसे मजबूत बना सकते हैं तो हम बार बार हो रहे इस प्रकार के व्यवहारों को गिरफ्तार कर सकते है या फिर दोबारा से त्रुटियों की डाटा रिकॉर्डिंग कर सकते है कभी कभी डेटाबेस नहीं किया गया है तो यह मुख्य रूप से एक डिफॉल्टर और धमाकेदार प्रतीत होता है यदि आप उस पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं लेकिन जिसके कारण उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आने के कारण शायद डेटा अपडेट नहीं किया गया था तो वहाँ इस मामले में हम समझ सकते हैं कि कौन गलती पर है जो ज़िम्मेदार है इसलिए जैसे मिस्टर येन ज़िम्मेदार है या बैंक ज़िम्मेदार है फिर से इस तरह की बहस हो सकती है कि शायद उसने रसीद नहीं रखी है और उसने ऐसा क्यों किया है यह न बताएं कि मैंने जो दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं मैंने लोड जमा किया है तो इसके लिए तर्कों की श्रृंखला हो सकती है लेकिन यह फिर से तकनीकी उपयोग के प्रति संवेदनशील होने की ओर संकेत करता है कि प्रौद्योगिकी ने लोगों को हैकर्स पर हमला किया है तो ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी कंप्यूटर सुरक्षा प्रणाली में ठीक किया जाना चाहिए ताकि हम इन अचानक हमलों को रोक सकें तो यह एक जारी परिपत्र प्रक्रिया की तरह है लेकिन फिर से यह दोनों पक्षों की जिम्मेदारी को बोलता है जैसे कि प्रतिभूति प्रणाली के साथ काम करना हमें इस तथ्य के बारे में सतर्क रहना होगा कि हमने सुरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत बना दिया है हमने सुरक्षा प्रणाली को काफी मजबूत बना दिया है ताकि हम अपने सिस्टम पर किसी भी तरह के हमले का सामना कर सकें और फिर से हैकर यह हो कि वह जानकारी उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए यह संपत्ति के अधिकारों के उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि यदि आप सिस्टम की जटिलता और हैकर की गतिविधि के कारण समझ सकते हैं यदि आपका बैंक खाता हैक हो गया है तो फिर क्या होता है आपके पास खाते में कुछ भी नहीं बचा होगा हैकर को पकड़ना भी संभव नहीं है तो यह व्यक्ति के जीवन में बहुत अशांति लाता है और इसे पसंद करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है इसलिए फिर से कौन जिम्मेदार है और किस हद तक और दूसरों के लिए हमारी कर्तव्यपरायणता किस हद तक है यह वह चीजें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं जब आप इस बारे में बात कर रहे होते हैं व्यावसायिक मुद्दे जैसे कि कई मुद्दों के साथ जो नौकरी की जटिलता और आवश्यक तकनीकी दक्षता की मात्रा की बात करते हैं तो इससे मुश्किलों के नए रूप सामने आ सकते हैं जैसे कि कौन सी जानकारी है जिसे साझा करने की आवश्यकता है जो वह जानकारी है जिसे हम दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं तो फिर कंप्यूटर के कारण कई रोगियों की मृत्यु हो सकती है क्योंकि विकिरण की अनियंत्रित मात्रा में तो जब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में नाकामयाबी के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों के लिए फिर से जिम्मेदारी की मात्रा क्या है इसलिए यह डिजाइन कर सकते हैं तो ये अपेक्षित नहीं हैं और ये अनैतिक हैं इसलिए स्वास्थ्य स्थितियों में कंप्यूटर Computer में काम करते समय कभी कभी स्वास्थ्य और इस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करते हैं तो एर्गोनोमिक में बार बार काम कर रहा है यह इन लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित कर सकता है इसलिए हम इन लोगों की कितनी देखभाल कर रहे हैं इन उपयोगकर्ताओं के लिए हम कितनी देखभाल करते हैं और एर्गोनोमिक समर्थन क्या है जो हम उन्हें देते हैं यह भी पेशेवर जोखिम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जैसे कि जिम्मेदारियां जो नियोक्ता के पास हो सकती हैं अपने कर्मचारियों की ओर तो या पर्यवेक्षकों की टीम के सदस्यों या उनके जूनियर्स के प्रति हो सकता है इसलिए हमने इस बात पर चर्चा की है कि कंप्यूटर वेपन्स डेटा सॉफ्टवेयर अपेक्षाएं हैं इसलिए इसमें चर्चा का एक विस्तृत पहलू और 1 या 2 चीजें शामिल हैं जो बार बार यहां प्रमुखता से सामने आती हैं क्योंकि कंप्यूटर जैसे पॉवर कंप्यूटर से लैस कंप्यूटर हमें हमारे जीवन को अधिक आरामदायक बनाने की क्षमता से लैस करते हैं हमारे काम को आसान बनाते हैं लेकिन फिर यह हम से इसका एक जिम्मेदार उपयोग मांगता है क्योंकि वही शक्ति जिसका उपयोग बहुत से लोगों के लिए अच्छा किया जा सकता है यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो यह लोगों के जीवन में आपदा लाता है तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है के हम इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं इसे मानवता की भलाई के लिए उपयोग करे या फिर इसका दुरूपयोग कर के लोगो के जीवन में आपदा लाए यह हमारा जिम्मेदार उपयोग है यह दूसरों के लिए और हमारे स्वयं के लिए भी हमारा कर्तव्य है क्योंकि यह विश्वास और भरोसेमंदता और देखभाल की भावना का संबंध है जो हमें मानवता और पर्यावरण के लिए बड़े पैमाने पर पूरे कनेक्शन नहीं है हमारे पास शक्ति है लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं धन्यवाद